इस सप्ताह के अंतिम व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है यहां हमने पाठ वर्गीकरण के बारे में बात करना शुरू कर दिया था और हमने पाठ वर्गीकरण के नेव बेयस मॉडल पर चर्चा की और आज हम एक व्यावहारिक उदाहरण से सीखगे नेव बेयस मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं फिर हम वर्गीकरण के साथ विभिन्न अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वर्गीकरण के मूल्यांकन के बारे में भी बात करेंगे एक उदाहरण लेते हैं आप यहाँ क्या देख रहे हैं आपके प्रशिक्षण सेट में 4 दस्तावेज़ हैं दस्तावेज़ 1 से 4 हैं और इनमें कुछ शब्द हैं जैसे 1 में चाइनीस बीजिंग चाइनीस और ऐसे ही कुछ और लेबल नियुक्त किए गए हैं तो यह दस्तावेज़ वर्ग c से मेल खाता है जो चाइनीस हो सकता है और यह दस्तावेज़ वर्ग j से मेल खाता है जो कि जापानी हो सकता है और फिर परीक्षण डेटा में आपके पास 1 दस्तावेज़ है दस्तावेज़ संख्या 5 जिसमें चाइनीस चाइनीस चाइनीस टोक्यो जापान शामिल हैं और आप इसमें से एक क्लास को सौंपना चाहते हैं जो इन 2 क्लास में से एक है तो हम नेव बेयस मॉडल मॉडल का उपयोग करके इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं याद रखें कि एक नेव बेयस मॉडल मॉडल क्या है हमें इन सभी 3 शब्दों के लिए दिए गए इन 2 संभावितों P हैट c और P हैट w की आवश्यकता है तो आइए हम इन संभावनाओं की गणना करने का प्रयास करें यहां मेरे पास क्लास c है और क्लास j है तो मुझे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि P हैट c और P हैट j क्या है यह मेंटेंड डेटा में क्लास c की संभावना है यह 4 में से 3 बार होता है इसलिए यह 3 by 4 हो जाएगा और यह 1 by 4 हो जाएगा फिर मुझे शब्दों के लिए अलग अलग संभावनाओं की गणना करने की आवश्यकता है तो मेरे परीक्षण दस्तावेजों में यहाँ कौन से शब्द हैं मेरे पास चाइनीस 3 बार टोक्यो एक बार और जापान एक बार है ये मेरे परीक्षण डेटा में दस्तावेज़ हैं मैं इसे किसी क्लास को असाइन करना चाहता हूं और इन 2 वर्गों की संभावना क्या होगी क्लास c की संभावना P हैट c गुना चाइनीस c संभावना की पावर 3 होगी क्योंकि यह 3 बार की संभावना पर सहमत हो रहा है c की संभावना जापान c होगी और यह P हैट j की संभावना चाइनीस j पावर3 और संभावना टोक्यो j और जापान j होगी अब मुझे यह पहले से ही पता है इसलिए मुझे अन्य 3 संभावनाओं की गणना करने की आवश्यकता है हम चाइनीस गिवेन c संभावना की गणना कैसे करते हैं यह इस क्लास के साथ चाइनीस शब्द के आने की संख्या होगी मैं c के साथ चाइनीस की संख्या और स्मूथिंग का उपयोग कर रहा हूं संदर्भ समय 0341 इसलिए यहां 1 को सभी शब्दों जो क्लास चाइनीस में हैं से विभाजित करेंगे इसलिए मैं इसे क्लास के चाइनीस शब्दों के साथ साथ मेरी शब्दावली के आकार की संख्या कह सकता हूं अब यहाँ शब्दावली का आकार क्या है और n c क्या है आइए देखते हैं इसी तरह आप चाइनीस j की गणना क्लास j चाइनीस की संख्या प्लस 1 को क्लास j में शब्दों की संख्या प्लस शब्दावली का आकार से विभाजन करेंगे आइए दस्तावेजों से देखें कि क्लास c में चाइनीस शब्द कितनी बार आता है तो यह 1 2 3 बार नहीं वास्तव में 1 2 3 और 4 बार आता है क्लास j में यह एक बार आता है चाइनीस शब्दावली का आकार क्या है 1 2 3 शब्दावली का आकार नहीं है क्लास चाइनीस में कितने अलग अलग टोकन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जापानी में 1 2 3 और शब्दावली के आकार मे कितने अनूठे शब्द हैं 1 चाइनीस बीजिंग 2 शंघाई 3 मकाओ 4 टोक्यो 5 जापान 6 अब मैं अपने वेरिएबल को जानता हूं इसलिए मैंने लिखा है कि यहां 5 प्लस 1 को क्लास चाइनीस में शब्दों की संख्या से विभाजित करेंगे क्लास चाइनीस में 8 जोड़ने पर शब्दावली का आकार 6 था यह 6 बाय 14 तक आता है अब यह क्या है इसलिए क्लास जापानी में चाइनीस आने की संख्या एक प्लस 1 थीजापानी में शब्दों की संख्या 3 प्लस 6 थी तो यह 2 बाय 9 हो जाती है इसी तरह अब आप अन्य 2 संभावनाओं की गणना करेंगे जोकि संभावना है कि टोक्यो गिवेन c जापान गिवेन c और टोक्यो गिवेन j जापान गिवेन j है तो आइए हम स्लाइड्स पर इन्हें देखते हैं एक बार जब आप जानते हैं कि कैसे करें तो हम स्लाइड पर जल्दी से देख सकते हैं आप उन को पूरा करें जिन्हें आप पहले से जानते हैं कि वे 3 बाय 4 1 बाय 4 हैं फिर आप इन सभी स्थिति संभावनाओं को पूरा कर सकते हैं इसलिए हमने पहले ही संभावना दी है कि चाइनीस गिवेन c और चाइनीस गिवेन j है आइए हम अन्य 2 देखें टोक्यो को दिया गया c क्लास c में टोक्यो के होने की संख्या 0 प्लस 1 1 को 14 से विभाजित कर के आएगी तो भाजक वही रहेगा टोक्यो गिवेन j को 1 प्लस 1 2 को 9 से विभाजित करके आएगी तो जापान गिवेन c 1 बाय 14 होगाजापान गिवेन j 2 बाय 9 होगा और जो आप 3 बाय 7 1 बाय 14 2 बाय 9 2 बाय 9 2 बाय 9 को देखते हैं अब क्या आप दिए गए दस्तावेज़ 5 के क्लास c की संभावना की गणना कर सकते हैं क्लास c दस्तावेज़ 5 की संभावना फिर से वही सूत्र बनती है जो हमने लिखा था और अब हमारे पास ये सभी मूल्य हैं आप इन सभी मूल्यों का उपयोग करें तो यह 3 बाय 4 गुना 3 बाय 7 की पावर 3 गुना 1 बाय 14 गुना 1 बाय 14 और 1 बाय 4 गुना 2 बाय 9 की पावर 3 गुना 2 बाय 9 होगी और यह आपको क्लास c में क्लास j की तुलना में अधिक संभावना देगा फिर यह दस्तावेज़ d 5 को क्लास c को सौंपा जाएगा और क्लास j के लिए नहीं और इस तरह आप उपयोग करते हैंइसे लागू करना बहुत सरल है आपको बस विभिन्न शब्दों की संभावनाओं की गणना करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां अलग अलग वर्ग दिए गए हैं और इसका उपयोग 1 पर किया जा रहा है हमने देखा अब हम एक वर्गीकरण के नेव बेयस मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं एक बात है जो मैं चर्चा करना चाहता था वह यह है कि यह भाषा मॉडल विषय के बहुत करीब है जिसकी हमने चर्चा की थी तो आप नेव बेयस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं कि यह भाषा मॉडल के कुछ प्रकार हैं सामान्य रूप से जब आप नेव बेयस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो यह काफी सामान्य है संदर्भ समय0758 अब URL क्या होंगे ईमेल एड्रेसेस क्या हैं आप कुछ शब्दकोशों का उपयोग कर सकते हैं प्रतिकूल विशेषताएँ क्या हैं उदाहरण के लिए आप इस व्यक्ति से और कितनी बार ईमेल प्राप्त कर रहे हैं संदर्भ समय0800 यहां नेव बेयस मॉडल में आपको इन सभी विशेषताओं का उपयोग करने की अनुमति है लेकिन मान लीजिए कि आप केवल कंटेंट फीचर का उपयोग कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट में होने वाले सभी शब्द क्या हैं इसलिए यदि आप केवल शब्द फीचर्स और टेक्स्ट के सभी शब्दों का उपयोग करते हैं तो यह भाषा मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समानता है और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह समानता क्या है तो यह ऐसा है जैसे विभिन्न क्लासेस के लिएआपके पास विभिन्न भाषा मॉडल हैं तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव प्लस एक नेगेटिव प्लस है और यह ऐसा है जैसे कि आप प्रत्येक क्लास के लिए भाषा मॉडल बना रहे हैं और तब जब आपके पास परीक्षण के समय एक दस्तावेज़ हो और आप पता लगा रहे हैं कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज मॉडल इस नए दस्तावेज़ में एक उच्च संभावना प्रदान करता है और वह दस्तावेज़ की क्लास है यह भाषा मॉडलिंग और नेव बेयस की एक महत्वपूर्ण समानता है तो आप प्रत्येक क्लास को एक अलग यूनिग्राम भाषा मॉडल के रूप में सोच सकते हैं आइए हम कुछ उदाहरण देखें मान लीजिए कि आपके पास 2 क्लासेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अब प्रशिक्षण डेटा से आप जानते हैं कि वे कौन से वाक्य हैं जो सकारात्मक लेबल हैं आप उन वाक्यों को जानते हैं जिनमें लेबल नकारात्मक है तो लेबल पॉजिटिव edge1 कॉरपस के साथ सभी दस्तावेजों को लें और उसमें से एक भाषा मॉडल का निर्माण करें पॉजिटिव प्लस के लिए इसे किसी भाषा मॉडल पर कॉल करेंइसी तरह सभी शब्दों या सभी दस्तावेजों को नकारात्मक क्लास से लें इसे एक नए कॉर्पस में ले जाएं और एक भाषा मॉडल यूनिग्राम मॉडल बनाएं इसे अपना नकारात्मक मॉडल कहें और अब आप इसकी संभावना का पता लगाएंआपके पास इन क्लासेस के अनुसार अलग अलग शब्दों की संभावना हैमान लीजिए कि आपके सकारात्मक मॉडल की संभावना है आई का 01 लव का 01 दिस का 001 fun फन का 005 और film फिल्म का 01 है सकारात्मक प्लस में आपके पास बहुत बार ऐसे शब्द आते हैं जैसे लव फन इत्यादि दूसरी ओर नकारात्मक मॉडल मे आपके पास ये शब्द अक्सर नहीं होंगे तो आपके पास आई अधिक बार होगा लेकिन लव की संभावना 0001 है फन की संभावना 0005 है अब क्या होगा परीक्षण के समय जब आप एक नया दस्तावेज़ देखते हैं तो आपके पास सभी शब्दों की जानकारी होगी अब इन दोनों मॉडलों के अनुसार इस संभावना को असाइन करने का प्रयास करें मेरे सकारात्मक मॉडल और नकारात्मक मॉडल के अनुसार इस वाक्य "आई लव दिस फन फिल्म" की संभावना क्या है और फिर आप तुरंत देखेंगे की सकारात्मक मॉडल नकारात्मक मॉडल से बहुत अधिक संभावना देता है और आप इसे पॉजिटिव प्लस असाइन कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अधिक समानता है यही आपने नेव बेयस मॉडल में किया यहां आप इनमें से प्रत्येक क्लास के लिए एक पूर्व संभावना प्रदान कर रहे हैं यहाँ अगर दोनों क्लासेस डेटा में लगभग बराबर बार आ रही है तो यह ऐसा है जैसे यह बहुत समान हैं तो आप लैंग्वेज मॉडल या नेव बेयस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं यहां इस समस्या के बारे में सोचने का एक और तरीका है तो सोचें कि क्या आप प्रत्येक क्लास के लिए विभिन्न भाषा मॉडल निर्माण कर सकते हैं और विभिन्न भाषा मॉडल के अनुसार संभावनाओं को असाइन करने का प्रयास करें तो अब हमने उस मामले के बारे में बात की जहाँ कई वर्गों के 2 वर्ग हैं और एक परीक्षण दस्तावेज़ केवल इन वर्गों में से एक हो सकता है तो आप एक navie Bayes मॉडल का उपयोग करेंगे या किसी भी अन्य मॉडल का और पता करें कि वह कौन सी क्लास है जिसे इस परीक्षण दस्तावेज़ को सौंपा जा सकता है लेकिन मान लीजिए कि हम एक बहु मूल्य वर्गीकरण समस्या के बारे में बात कर रहे हैंतो एक बहु मूल्य वर्गीकरण समस्या क्या है एक दस्तावेज को 1 और केवल 1 वर्ग को नहीं सौंपा जाना चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि दस्तावेज़ किसी भी वर्ग का न हो तो यह सेट में 0 वर्गों के अंतर्गत आता हैयह 1 वर्ग का हो सकता है या यह 1 से अधिक वर्गों का भी हो सकता है तो यह वह जगह है जहाँ आपकी श्रेणियां म्युचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं तो आपका दस्तावेज़ एक ही समय में कई श्रेणियों में से एक हो सकता है फिर आपने जो भी चर्चा की उसका उपयोग करके आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे और एक सरल तरीका यह होगा कि आप प्रत्येक क्लास के लिए कुछ अलग बाइनरी क्लासीफायर बनाएं तो आपके पास कैपिटल C क्लासेस हैं आपके पास प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग बाइनरी क्लासीफायर हैं और दिए गए एक परीक्षण दस्तावेज़ को आप इस दस्तावेज़ की संभावना को अलग अलग वर्गों में से प्रत्येक के लिए असाइन करने का प्रयास कर सकते हैं हम क्या कह रहे हैं मान लीजिए कि आपके पास C 1 से C n है n classes हैं तो आप क्या करेंगे तो आप 1 क्लास लेंगे और एक बाइनरी क्लासिफायर gamma 1 बनाएँगे दस्तावेज़ इस क्लास का है या इस क्लास का नहीं है आप इस क्लासिफायर को कैसे पता लगाएंगे अब आपको डेटा की आवश्यकता है तो C 1 सकारात्मक उदाहरण होगातो इसके नकारात्मक उदाहरण क्या होंगे वह सब कुछ जो C 1 नहीं हैयहां नकारात्मक उदाहरण हैं इसलिए आप इनमें से कोई भी क्लास ले सकते हैं इसी तरह आप इन सभी क्लासिफायर का निर्माण कर सकते हैं अब एक बार जब आप इस क्लासिफायर का निर्माण कर लेते हैं तो दस्तावेज़ को परीक्षण का समय दिया जाता हैक्या आप इन सभी क्लासिफायर को जानते हैं और पता लगाते हैं कि क्या यह क्लास C 1 C2 C 3 के हैं और इसी तरह जो कुछ भी क्लासीफायर कहता है हाँ दस्तावेज़ को दिया गया लेबल है तो यह 2 क्लासेस के लिए हाँ कह सकता है और इसे 2 लेबल मिलते हैं क्लासीफायर प्रत्येक कक्षा के लिए नहीं कह सकता है फिर उसे कोई लेबल नहीं मिलेगा इसलिए यह सामान्य रूप से बहु मूल्य वर्गीकरण की समस्या को हल करता है जहां प्रत्येक दस्तावेज़ को कई अलग अलग लेबल दिए जा सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं इसलिए मेरे सेट में प्रत्येक क्लास के लिए एक क्लासिफायरियर गामा C का निर्माण करना है जो इस क्लासC को सभी क्लासेस से अलग करता है फिर दिए गए टेस्ट डॉक्यूमेंट d में आप इन सभी क्लासों में क्लासिफायर गामा C और जहाँ भी गामा C डॉक्यूमेंट से संबंधित एक लेबल आ रहा है इससे इसकी सदस्यता का मूल्यांकन कर रहे हैं तो इस तरह से दस्तावेज़ कई लेबल प्राप्त कर सकते हैं अब यह एक बहु मूल्य वर्गीकरण है दूसरी ओर आपके पास म्युचुअली एक्सक्लूसिव वर्गीकरण हो सकता है जहां प्रत्येक दस्तावेज़ 1 और केवल 1 क्लास का हो सकता है तो हम हमेशा एक नेव बेयस मॉडल से कई वर्गों को परिभाषित करके इस समस्या को संभाल सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि मैं बाइनरी क्लासिफायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं बाइनरी क्लासिफायर के साथ इसे कैसे संभालूं आप यहाँ क्या करेंगे प्रत्येक क्लासीफायर C के लिए प्रत्येक क्लास C के लिए आप एक अलग क्लासिफायरियर बनाते हैं जैसे हमने यहां किया था आप प्रत्येक वर्ग के लिए अलग क्लासिफायर का निर्माण करते हैं इसलिए यहां तक सब कुछ समान है इसलिए प्रत्येक क्लास जो आपके पास है अलग अलग क्लासीफायर टेस्ट दस्तावेज़ हैं आप फिर से विभिन्न क्लासीफायर चलाते हैं जैसे गामा 1 मुझे बताता है कि क्या C 1 है तो अब केवल हाँ और नहीं कहने के बजाय आप क्या कहेंगे आप कहेंगे क्या संभावना है कि यह क्लासिफायर गामा 1 क्लास C 1 को दे रहा है गामा 2 की सी 2 को देने की क्या संभावना है गामा 3 सी 3 को देने की क्या संभावना है हम इन सभी संभावनाओं और जो भी संभावनाएं प्राप्त करेंगे यदि क्लास म्युचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो अधिकतम आप उस वर्ग को परीक्षण दस्तावेज़ में असाइन करेंगे इसलिए बस एक निर्णय लें जब प्रत्येक मामले में यदि वे म्युचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो आप संभावनाएं निकालेंगे और उनका अधिकतम ले सकते हैं तो यह एक और तरीका है इसलिए दिए गए परीक्षण दस्तावेज़ d आप प्रत्येक कक्षा के लिए सदस्यता का मूल्यांकन करते हैं और d अधिकतम अंक वाली क्लास से संबंधित होगा इस तरह आप साधारण बाइनरी क्लासिफायर का उपयोग करके मल्टी क्लास वर्गीकरण बना सकते हैं अब मूल्यांकन भाग के बारे में बात करते हैं हम अपने पाठ वर्गीकरण तकनीक का मूल्यांकन कैसे करते हैं सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि आपके पास कुछ n क्लासेस हैं और इनके मूल्यांकन से मेरा क्या अभिप्राय है इसलिए आपके पास अपने क्लासिफायरियर को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण डेटा होगा जहां आपको पता चलेगा कि क्लासिफायर क्लासेस का अनुमान लगाने में कितना अच्छा है डेटा संलग्न करें क्या होगा आपके पास कुछ दस्तावेज होंगे तो d 1 से d n अपने परीक्षण डेटा में दस्तावेज़ डालें अब आप इन n दस्तावेजों में से प्रत्येक के लिए अपना क्लासिफायर चलाएंगे और आपको एक क्लास मिलेगी मान लीजिए आप कहते हैं कि यह क्लासC 1 से संबंधित है या यह क्लास C3 का हैया यह क्लास C4 का हैया यह क्लास Ck का है प्रत्येक दस्तावेज के लिए जो भी और जैसा भी हो आप कुछ अलग क्लास को असाइन कर रहे हैंअब आप कैसे जानेंगे कि आपका मॉडल कितना अच्छा है आपको इसकी तुलना गोल्ड स्टैंडर्ड या जमीनी सच्चाई से करनी होगी तो फिर आप कह सकते हैं कि टरु क्लास क्या है मान लीजिए कि यह वास्तव में C 1 है यह C 3 है यह C 2 है यह C 4 है और इसी तरह और भी हैं यह टरु क्लास है और पूर्वानुमानित क्लास के साथ इसका का मिलान करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपाय क्या हैं जिनका उपयोग इसकी तुलना करने के लिए किया जा सकता है साधारण सटीकता क्यों होती है आपका क्लासिफायर बार बार किस अंश से ज़मीनी सच्चाई के समान उत्तर देता है एक बात यह है कि यह बहुत लोकप्रिय नहीं है कुछ अन्य उपाय भी हैं जैसे कि प्रीसीजन रीकॉल और प्रीसीजन में 2 मूल्यांकन माइक्रो और मैक्रो हैं आइए देखें कि हम इन सभी विभिन्न मूल्यांकन उपायों की गणना कैसे करते हैं ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले इस पूरी चीज को एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में बदलना होगा तोकन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है तो आपके पास प्रत्येक क्लास के लिए क्या होगा संभावित टरु क्लास में कितने लेबल होंगे और कितनों की संभावना है आइए हम 1 उदाहरण देखें मान लीजिए कि मेरे पास 6 क्लासेज हैं यूके पोल्ट्री वीट कॉफी इंटरेस्ट और ट्रेड आप देख रहे हैं पंक्तियाँ टरु क्लास हैं इसका मतलब है कि इन क्लासेज में कितने दस्तावेज हैं और यह क्लासेज को सौंपा गया है तो अब आप इस मैट्रिक्स को कैसे पढ़ेंगे तो यह संख्या और 95 का क्या मतलब है कि आपके क्लासिफायर ने यूके को 95 दस्तावेज सौंपे हैं लेकिन यह पूरा कॉलम जो भी आपके क्लासिफायर ने यूके को सौंपा है उससे मेल खाता है इसलिए यूके को कक्षा के 10 दस्तावेज सौंपे गए जबकि वे क्लास wheat से थे तो तुरंत आप देख सकते हैं कि मेरे क्लासिफायरियर को यूके और वीट के बीच कुछ कन्फ्यूजन है तो इसीलिए इसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहा जाता है मेरा क्लासिफायर कन्फ्यूजन कहाँ है इसलिए 95 मामले यह यूके को असाइन करते हैं यह वास्तव में यूके था 10 मामलों को सॉरी यूके को सौंपा गया है लेकिन यह वीट था तो आइए हम पोल्ट्री में से एक और लें यह क्या हो रहा है 1 मामला जहां यह पोल्ट्री को सौंपा है वास्तविक वर्ग यूके का था और 1 मामला जहां वास्तव में पोल्ट्री 90 मामलों में पोल्ट्री को सौंपा है लेकिन यह वास्तव में वीट था इसका मतलब है कि क्लासिफायर वास्तव में उलझन में है की इसमें वह 90 दस्तावेज़ों को पोल्ट्री असाइन कर रहा है जो वास्तव में वीट थे और इसी तरह आप अपने सभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं अब इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से मान लीजिए कि मैं आपसे सरल प्रश्न पूछता हूं कि टेस्ट डेटा में कितने दस्तावेज़ हैं जिन्हें क्लासिफायर क्लास यूके को सौंपा गया है और आप बस इन सभी को जोड़ सकते हैं जैसे कि 95 प्लस 10 105पोल्ट्री को कितनों ने सौंपा 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 92 93 इसी तरह कितने दस्तावेज वास्तव में यूके के वर्ग से संबंधित थे यही कारण है कि आपको UK के अनुरूप पंक्ति को पढ़ना होगा 95 96 109 110 110 दस्तावेज यूके के वर्ग के हैं तो अब मान लीजिए कि आपके पास यह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके क्लासिफायर में कन्फ्यूजन हो रहा है और आप इस जानकारी के साथ अपने क्लासिफायर को परिभाषित करने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास यह अंतिम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है और आप अब देखना चाहते हैं मेरे वर्गीकरण की शुद्धता क्या है तो आइए देखें कि हमने सटीकता का पता लगाने की कोशिश की व्यक्तिगत सटीकता तो वर्ग यूके की सटीकता क्या है सटीक रूप से मेरा मतलब है कि यूके के रूप में मेरे क्लासिफायर में जो भी दस्तावेज हैं उनमें से कौन सा अंश वास्तव में यूके का है तो हम देखते हैं यह यूके को 105 दस्तावेज़ दे रहा है उनमें से 95 वास्तव में यूके हैं इसलिए क्लास यूके की परिशुद्धता के लिए 95 को 105 से विभाजित किया जाएगा अब वर्ग यूके के लिए क्या याद किया जाएगा रिकॉल का अर्थ है कि यूके में जो भी दस्तावेज हैं उनमें से कौन सा दस्तावेजों का अंश मेरे क्लासिफायरियर को सटीक रूप से वर्गीकृत कर सकता है इसलिए यहां यूके में 110 दस्तावेज थे मेरा क्लासिफायर उनमें से 95 का सटीक वर्गीकरण कर सकता था तो याद रखें कि 95 को 110 से विभाजित किया जाएगा जैसे कि आप प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग सटीकता और रिकॉल की गणना कर सकते हैं रिकॉल होगा क्लास i में दस्तावेज़ों के जो भी अंश हैं उन्हें मैंने सही तरीके से वर्गीकृत किया है और आप देख सकते हैं कि आप पंक्ति के सभी तत्वों को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि हमने यूके क्लास के लिए जो किया है वह पंक्ति में सभी तत्वों को जोड़ा है 𝑐𝑖𝑗∑𝑗 𝑐𝑖𝑗 सभी j और दस्तावेजों के सटीक अंश जो मुझे क्लास i में दिए गए हैं जो वास्तव में क्लास i के बारे में हैं तो यह फिर से C ii होगा जो अब तक विभाजित है आप पूरे कॉल को जोड़ देंगे 𝑐𝑖𝑖∑𝑗 𝑐𝑖𝑗 i C जी और सटीकता पर योग आपके सभी diagonal तत्वों को परीक्षण दस्तावेज़ों की कुल संख्या से विभाजित करेगा जो आपकी सटीकता होगी ∑𝑗 𝑐𝑖𝑗𝑁 अब हम कहते हैं कि हम भी गणना कर सकते हैं तो यह प्रत्येक और व्यक्तिगत वर्ग और सटीकता के लिए है जिसे आप समग्र परीक्षण डेटा के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन क्या आप इसके लिए सटीक गणना कर सकते हैं तो यह है इस परीक्षण डेटा के लिए माइक्रो और मैक्रो औसत परिशुद्धता इसलिए अगर हमारे पास एक से अधिक क्लास हैं तो हम एकल मूल्यांकन माप जो कि मेरी सूक्ष्म और स्थूल औसत परिशुद्धता है बनाने के लिए अलग अलग वर्गों के लिए प्रदर्शन उपायों को कैसे जोड़ते हैं तो अंतर क्या है तो मैक्रो औसत मैं क्या करूँगा मैं व्यक्तिगत क्लास में होने वाली सटीकता या सटीकता परिशुद्धता की गणना करूँगा और मैं मान लूंगा कि प्रत्येक वर्ग में औसतन मेरी क्लास एक की क्षमता 07 और मेरी क्लास दो की क्षमता 09 की सटीकता है मैं औसत 07 प्लस 09 को 28 विभाजित करूँगा सूक्ष्म औसत परिशुद्धता में मैं क्या करूँगा मैं सबसे पहले सभी फैसले लूंगा और सभी मैट्रिक्स को एक साथ लेने पर सभी निर्णय की गणना करूंगा इसलिए मैं देखूंगा कि कितने मामले सच झूठ के रूप में ले रहे हैं मैं उन्हें एक साथ एक एकल या एकल स्थिति को उपयुक्त बनाने के लिए ले जाऊंगा और मैं अपनी सटीक रिकॉल की गणना करूंगा आइए हम एक उदाहरण लेते हैं कि क्लास के लिए 10 मामले थे जहाँ आपके क्लासिफायरियर ने हाँ कहा था और वास्तविक उत्तर भी हाँ के 10 मामले थे लेकिन वे क्लास 1 से संबंधित नहीं थे 10 मामले थे जहां आपके क्लासिफायर ने नहीं कहां था और वे वास्तव में क्लास एक से संबंधित थे और 970 मामले हैं जहां क्लासिफायर ने कहा नहीं और वे क्लास 1 से संबंधित नहीं थे और यह प्रत्येक वर्ग की उपयुक्त कंटीन्जेसी के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखने के तरीके में से एक है यह है क्लासिफायरियर है हाँ नहीं सत्य हाँ नहीं यहां से आप गणना कर सकते हैं कि कक्षा 1 की सटीकता क्या है यह 20 दस्तावेजों को वर्गीकृत करने के लिए 10 मे से एक को वर्गीकृत करता है इसकी सटीकता 05 है अब हम दूसरी क्लास देखते हैं उसी तरह हमने आकस्मिक तालिका का निर्माण किया था तो 100 में से कक्षा 90 के लिए सटीकता क्या है तो यह 09 है जब हमें सूक्ष्म औसत सटीकता करनी होती है तो हम इन सभी आँकड़ों को जोड़ते हैं इसलिए हम इन आंकड़ों को जोड़ते हुए कहते हैं कि वे 10 प्लस 90 100 मामले थे जहां क्लासिफायर ने हां कहा था और यह 10 प्लस 10 का था 20 मामलों को वर्गीकृत किया गया था जहां क्लासिफायर ने हां कहा था लेकिन यह सही वर्ग नहीं था इसी तरह के 20 मामले यहाँ 160 मामले थे तो यह है कि आप इन सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं और एक एकल तालिका करते हैं जो आपकी सूक्ष्म औसत तालिका बन जाती है अब एक बार जब आपके पास यह तालिका है तो आप अपनी मैक्रो औसत परिशुद्धता की गणना कैसे करते हैं सूक्ष्म औसत परिशुद्धता आप क्लास 1 क्लास 2 के लिए सटीक गणना औसत करके करते हैं आपने पहले ही गणना कर ली है कि यह 05 है और 09 है इसका औसत 07 है तो यह आपकी मैक्रो औसत परिशुद्धता है अब मैक्रो औसत परिशुद्धता का क्या करना है अब आप इस तालिका पर सटीक गणना करेंगे तो वह 100 से 120 विभाजित होगा तो यह लगभग 083 अंक है तो सूक्ष्म औसत परिशुद्धता 07 और सूक्ष्म औसत 083 आता है अब आप क्या देखते हैं माइक्रो मैक्रो परिशुद्धता की तुलना में अधिक क्यों आ रहा है तो क्योंकि मैक्रो परिशुद्धता में आप सभी वर्गों के लिए समान वजन दे रहे हैं आप क्लास 1 क्लास 2 से अधिक सटीक गणना कर रहे हैं तब आप भूल जाते हैं कि प्रत्येक क्लास के लिए कितने उदाहरण हैं उन्हें समान वजन दिया जाता है और आप सूक्ष्म औसत परिशुद्धता में औसत सटीकता की गणना करते हैं यह क्या हो रहा है कि जिस क्लास के पास ज्यादा उदाहरण है उसको ज्यादा वजन मिला है यही कारण है कि यह उन वर्गों के साथ वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह है जिनके उदाहरणों की संख्या अधिक है यदि आप कई क्लासेस का एक क्लासिफायरियर बना रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपकी सभी क्लासेस अच्छा प्रदर्शन करती हैं फिर मैक्रो औसत परिशुद्धता एक अच्छा परिशुद्धता है यदि आपकी क्लासेस असंतुलित हैं तो कुछ क्लासेस में डेटा बिंदुओं और अन्य की उच्च संख्या है इसलिए मैक्रो औसत स्कोर सामान्य क्लासेस के स्कोर पर हावी है इसलिए जब आप टेक्स्ट वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो वे कुछ समस्याएँ हो सकती हैं जैसे आपके प्रशिक्षण डेटा में कुछ क्लासेस दूसरों की तुलना में अधिक सामान्य हैं तो यहाँ अन्य क्लास की तुलना में कुछ क्लासेस से अधिक नमूने हैं और यह कभी कभी आपके क्लासीफायर को भी Bias करता है तो अच्छी रणनीति यह है कि आपका सैंपल में उदाहरणों की संख्या हो तो एक सरल बात यह है कि आप अंडर सैंपलिंग कर सकते हैं इसलिए यदि कोई क्लास आपको बहुत ही सामान्य नमूने देता है तो यह अन्य क्लासेस के करीब हो जाता है जो काफी दुर्लभ हैं तो इस तरह से आप डेटा को प्रशिक्षित कर रहे हैं आपके पास प्रत्येक क्लास में लगभग समान मात्रा में नमूने होंगे और अन्य एल्गोरिदम हैं जो आपको अल्पसंख्यक क्लास की ओवर सैंपलिंग की अनुमति देते हैं इसलिए हम इस बात पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे हम यह बताना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास असंतुलित डेटा सेट है तो आपको क्लासिफायर लागू करने से पहले कुछ रणनीतियाँ करनी होंगी तो यह कोर्स के ग्यारह सप्ताह को पूरा करता है इसलिए अगले सप्ताह हम अगले व्याख्यान में भावना विश्लेषण और राय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो यह अंतिम सप्ताह के लिए विषय होगा